चुंबकीय क्षेत्र बदलने के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र हम फैराडे के नियम Faraday's law पर चर्चा कर रहे हैं और यह कहता है कि एक सर्किट में उत्पादित EMF माइनस d फाई भाग dt के बराबर है जो कि माइनस d भाग dt B एक बिंदु r पर B t पर निर्भर हो सकता है डॉट ds EMF dϕdt ddtBrtds और इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक तार लेता हूं और इसके माध्यम से कुछ चुंबकीय क्षेत्र है और अगर मैं तार के आकार को बदल देता हूं या चुंबकीय क्षेत्र को बदल देता हूं तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी पिछले व्याख्यान में हमने एक उदाहरण के माध्यम से देखा जहां हमने एक छड़ बाहर निकाली थी कि प्रेरक EMF नामक कुछ था जो वास्तव में क्षेत्रफल के परिवर्तन से आता है हालाँकि मैंने आपको जो प्रदर्शन दिखाए वे थे जहाँ किसी भी तरह का क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं हुआ था केवल एक चीज जो बदल रही थी वह थी B तो यह भी B में ही परिवर्तन है जो एक EMF उत्पन्न करता है तो हम यह देखते हैं तो EMF के दो पद हो सकते हैं माइनस यदि B समय के साथ बदल रहा है d भाग dt मैं यहाँ एक आंशिक डेरिवेटिव लगा रहा हूँ क्योंकि किसी दिए गए r पर केवल t बदल रहा है डॉट ds प्लस मैं B तय कर सकता था t पर कोई निर्भरता नहीं डॉट ds और यह समय के साथ बदल सकता है आपने इसका प्रभाव देखा है अब हम इस पर ध्यान देना चाहते हैं हम इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि यह आपको एक क्षेत्र के बीच संबंध देता है जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह विद्युत क्षेत्र है तो हम वह देखते हैं EMF ∂Brt∂tdsBddtds उदाहरण में जहां हमने प्रदर्शन में देखा कि एक रिंग थी जो बाहर कूदती है इसका मतलब है कि वहां कुछ EMF था जो उस विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न किया गया था जिसकी वजह से रिंग बाहर कूदती है तो यह कहा जा सकता है मान लीजिए कि मेरे पास एक क्षेत्रफल है जिसमें B बदल रहा है और मैंने इसके चारों ओर एक तार लगा दिया है तब एक EMF उत्पन्न होता है जो dB dt गुणा उस छायांकित बैंगनी रंग के क्षेत्रफल के बराबर है इसलिए मैं सिर्फ उस क्षेत्रफल को बैंगनी में रखूंगा यह मैं तार पर विद्युत क्षेत्र गुणा उस तार की लंबाई के रूप में भी लिख सकता था जो कि E गुणा 2 पाई r है तो E 1 द्वारा विभाजित 2 पाई r dB dt गुणा क्षेत्रफल है EMFdBdtAelectric field×lengthof wireE2πr ϵ12πrdBdtA क्या इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र केवल उस तार में है या यह हर जगह मौजूद है अगर मैं तार को लूप के भीतर डालूं तब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसलिए अब हम इन समीकरणों को बदलने जा रहे हैं उन्हें क्षेत्रों के संदर्भ में लिखें फैराडे के नियम Faraday's law को क्षेत्रों के संदर्भ में लिखें फिर यह स्वतंत्र हो जाता है कि मैं वहां तार रख रहा हूं या नहीं यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो यह एक क्षेत्र पैदा करता है विद्युत क्षेत्र कुछ मौजूद है इस चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के साथ कुछ उत्पन्न होता है और हम देख सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र है क्योंकि यह विद्युत धारा को व्युत्पन्न करता है और हम इसके लिए मशीनरी विकसित करना चाहते हैं तो अब हम इस EMF को लिखते हैं जो कि माइनस समाकलन db भाग dt r t डॉट ds है जहां ds क्षेत्रफल है यदि मैं अब इस क्षेत्र को लेता हूं जिसमें B बदल रहा है और इसके चारों ओर एक लूप लें जिसमें से मैंने यह क्षेत्रफल ds लिया है तब मेरे पास समाकलन dB भाग dt डॉट ds है जो आगे माइनस चिह्न के साथ EMF है और इस लूप के माध्यम से EMF और कुछ नहीं है बस यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E डॉट dl है जिसे फिर मैं स्टोक्स थ्योरम Stokes' theorem द्वारा समाकलन E डॉट ds के रूप में लिख सकता हूँ इसलिए फैराडे के नियम Faraday's law के माध्यम से मुझे यह संबंध माइनस समाकलन dB भाग dt डॉट ds मिलता है जो किसी भी लूप के लिए कर्ल E डॉट ds के समाकलन के बराबर है क्योंकि मैं यहां इस तार को किसी भी माप में ले सकता हूं विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसलिए मैं आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्योंकि ds यादृच्छिक है कि लूप का आकार यादृच्छिक है E का कर्ल माइनस dB भाग dt के बराबर है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक बिंदु r पर अगर dB भाग dt 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है यह एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है जैसे कि विद्युत क्षेत्र का कर्ल माइनस dB भाग dt के बराबर होता है B∂tdSEMFdlds By Stokestheorem B∂tdSds B∂t इसलिए अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र के उत्पादन का एक और स्रोत है तो हमारे पास दो स्रोत हैं एक जो मुझे इस विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस रो r द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 के बराबर देता है और एक और जो मुझे विद्युत क्षेत्र का कर्ल माइनस dB भाग dt के बराबर देता है यह हमने काफी हल किया है इस मामले में अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उस मामले में हमारे पास जो था वह E का डाइवर्जेंस रो r द्वारा विभाजित एप्सिलॉन 0 था और E का कर्ल 0 था और यह पोटेंशियल v r उत्पन्न करता है और हमने इससे निपटने के लिए पूरी मशीन विकसित की आइए हम इस मामले को देखें गतिशील मामला जहां मान लीजिए कि आवेश 0 है मान लीजिए कि मैं रो r को 0 लेता हूं तब E का डाइवर्जेंस 0 है लेकिन E का कर्ल माइनस dB भाग dt के बराबर है तो इस मामले में उत्पादित विद्युत क्षेत्र का स्रोत परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है और E का कर्ल 0 है समानता पर ध्यान दें B के लिए समीकरणों के साथ इन समीकरणों की समानता पर ध्यान दें जो मुझे B का डाइवर्जेंस देते हैं 0 और B का कर्ल म्यू नॉट j के बराबर है B का स्रोत J था यहां का धारा घनत्व E का स्रोत dB भाग dt हो जाता है और दोनों का डाइवर्जेंस 0 होता है समानता तब आपको बताती है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से उत्पादित विद्युत क्षेत्र का समाधान माइनस 1 द्वारा विभाजित 4 पाई समाकलन dB भाग dt r प्राइम पर क्रॉस r माइनस r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम घन dB प्राइम पर इंटीग्रेटेड के बराबर होना चाहिए क्योंकि समान समीकरणों समान बाउंड्री शर्तों का एक ही उत्तर होना चाहिए rt 14πBr∂t×r rr r3dV ध्यान दें क्योंकि dB भाग dt द्वारा निर्मित इस क्षेत्र का कर्ल शून्य नहीं है इसका मतलब है कि स्टोक्स प्रमेय Stokes' theorem द्वारा E डॉट dl का समाकलन 0 नहीं है लेकिन यह हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि E डॉट dl और कुछ भी नहीं बस EMF है तो यह क्षेत्र संरक्षित नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा उत्पादित E संरक्षित नहीं है इसका मतलब है कि अगर मैं एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर एक पथ वृत्ताकार पथ लेता हूं तो जितना मैं चारों ओर जाता हूं उतनी अधिक ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है इस विचार का यही अर्थ है अन्यथा यदि यह संरक्षित था तो हर बार जब मैं चारों ओर गया तो किया गया कुल कार्य 0 होगा लेकिन यहां मैं चारों ओर जाता हूं अधिक ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है तो यह फैराडे के क्षेत्रों का नियम है लेकिन यह आपको बताता है कि परिवर्तनशील B से E मिलता है और समीकरण E का कर्ल dB भाग dt के बराबर है यह माइनस चिह्न फिर से लेंज़ के नियम Lenz's law के कारण आता है जब मैंने समीकरण देखा तो यह उचित दिशा देता है आइए अब इसका उपयोग करके एक उदाहरण को हल करते हैं जो उदाहरण मैं ले रहा हूं वह एक टोरॉइड है अर्थात् यह एक पतली ट्यूब है जो चारों ओर चल रही है जिस पर हमने एक विद्युत धारा ले जाने वाली तार को लपेटा है यदि आप चाहें तो यह एक लंबी पतली सोलेनोइड है जिसे रिंग के चारों ओर घुमा दिया गया है ताकि इसके अंदर का क्षेत्र गैर शून्य हो जो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है बाहर का क्षेत्र 0 है इसलिए मेरे पास यह रिंग है जिसमें अंदर का यह क्षेत्र नीले रंग से दिखाया गया है आइए हम इस की त्रिज्या को मोटाई या क्रॉस सेक्शन से बहुत बहुत अधिक लें यह क्रॉस सेक्शन के वर्गमूल से बहुत अधिक है इसलिए यह एक पतली ट्यूब की तरह है जो एक रिंग बना रही है अगर मैं विद्युत धारा बदलूं अगर मैं इसमें विद्युत धारा बदलता हूं तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि टोरॉइड में I स्थिर दर से बढ़ रहा है a क्या यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और b यदि हाँ टोरॉइड के अक्ष पर इसका मान ज्ञात करें तो हम इसे देखते हैं अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि मेरे पास पतला टोरॉइड है और जैसे विद्युत धारा में वृद्धि हुई है इसके अंदर यह क्षेत्र बढ़ रहा है यदि क्षेत्र बदलता है इसका मतलब है कि यह एक विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है और जो E का कर्ल बराबर है माइनस dB भाग dt के द्वारा शासित है मैं दाहिने हाथ की तरफ़ लिखता रहूंगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ समानता B का कर्ल म्यू 0 J के बराबर है E डाइवर्जेंस 0 है क्योंकि कोई आवेश नहीं है मेरे पास B का डाइवर्जेंस 0 के बराबर है इसलिए यदि मैं एक समान वस्तु बनाना चाहता था क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए यह विद्युत धारा ले जाने वाली रिंग के समान होगा और मैं इस रिंग के अक्ष पर क्षेत्र B को खोजने की कोशिश कर रहा हूं इस मामले में विद्युत धारा क्या है विद्युत धारा J डॉट da है जहां da रिंग का क्रॉस सेक्शन है यहां इसलिए I की तरह जो मेरे पास है वह माइनस चिह्न के साथ फ्लक्स द्वारा विभाजित dt होगा माइनस d द्वारा विभाजित dt I की भूमिका निभाएगा मैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करूँ मैं dl क्रॉस r माइनस r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम घन समाकलित म्यू 0 I द्वारा विभाजित 4 पाई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की गणना करता हूं इसलिए मैं धुरी पर या कहीं भी विद्युत क्षेत्र की गणना करूंगा E r t होने जा रहा है यहाँ कोई म्यू 0 नहीं है 1 द्वारा विभाजित 4 पाई I माइनस चिह्न के साथ d फ़ाई भाग dt द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है r माइनस r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम घन dl पर समाकलित और इस इंटीग्रल की गणना आसानी से की जा सकती है जैसा कि हमने अतीत में असाइनमेंट में किया है इसलिए उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो मैंने पिछली स्लाइड में उठाया है हां एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र है और ऊपर दिए गये सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है इसलिए मैं इस व्याख्यान को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि हमने अब क्षेत्रों के संदर्भ में फैराडे के नियम Faraday's law को थोड़ा अलग तरीके से देखा है और कहा कि इस तरह से व्याख्या की गई है कि कोई भी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है जो एक विद्युत धारा प्रवाहित करता है और यह वही है जो आपने प्रदर्शन में देखा था जहां कोई क्षेत्रफल नहीं बदल रहा था लेकिन केवल चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा था लेकिन यह LED को प्रकाशित कर रहा था इस से रिंग छलांग लगा रहा था